सभी को नमस्कार कंप्यूटर ऐडेड ड्रग डिजाइन पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है हम ADME अवशोषण वितरण उपापचय और उत्सर्जन के विषय पर जारी रखेंगे हम Lipid घुलनशीलता को देखेंगे जो दवाएं कमजोर अम्ल या कमजोर छार है वे पेट के विभिन्न हिस्सों छोटी और बड़ी आंत में कैसे घुल जाते हैं उदाहरण के लिए जैसे कि मैं बता रहा हूं की pH मैं बहुत अंतर है यदि आप पेट के pH को देखते हैं तो यह लगभग 14 से 21 है यदि आप duodenum में जाते हैं तो pH थोड़ा सा बदल रहा है और फिर jejunum pH 44 से 66 ileum 68 से 8 colon 5 से 8 तो यह बहुत अम्लीय से छारीय की ओर जाता है तो दवाओं पर निर्भर करता है कि क्या यह कमजोर अम्लीय या कमजोर छारीय है वे pH के आधार पर विघटन करना शुरू कर देते हैं इसलिए दवाओं का अवशोषण नाटकीय रूप से बदल सकता है कुछ दवाएं पेट में अवशोषित हो सकती हैं कुछ दबाएं pH मैं अंतर के कारण छोटी आंत में नीचे की ओर अवशोषित कर ली जाती हैं तो हम उस पर गौर करते हैं मानव पेट में अधिकांश अम्लीय दबाएं और बहुत कमजोर छारीय दबाए अवशोषित होती हैं इसलिए पेट में इतना है तो अत्यधिक अम्लीय दबाएं और कमजोर छारीय दवाएं Salisylic acid aspirin thiopental secobarbital और antipyrine जो अम्लीय gastric content में विघटित नहीं होती है क्योंकि वे अम्लीय दवाएं हैं और pH भी अत्यधिक अम्लीय है इसलिए वे अलग अलग नहीं होते हैं इसलिए वह अबशोषित हो जाते हैं तो aspirin यही कारण है कि बहुत तेजी से कार्य करता है इसलिए यदि आप बहुत तेजी से काम करने वाली दवा लेना चाहते हैं तो इसे अम्लीय या बहुत कम छारीय बनाएं ताकि यह पेट में अवशोषित हो जाए Quinidine pyrimethamine मलेरिया रोधी और छारीय वे पेट में आयनित होते हैं क्योंकि आपके पास अम्लीय होते हैं जबकि वे आंत मैं आयनित नहीं होते हैं इसलिए वे अवशोषित हो जाते हैं इसलिए अगर दवा pH के आधार पर आयनित हो जाती है तो यह बहुत ध्रुवीय हो जाती है इसलिए यह lipid अवरोध को पार नहीं कर सकता है क्योंकि lipid अवरोध बहुत ही हाइड्रोफोबिक है यह प्रक्रिया है इसलिए यदि आप शीघ्र कार्य करने वाली दवा चाहते हैं तो आप इसे अत्यधिक अम्लीय या कमजोर छारीय बनाने की कोशिश करते हैं यदि आप एक बहुत ही धीमी गति से कार्य करने वाली दवा लेना चाहते हैं तो यदि वे बहुत छारीय हैं तो वे नीचे चले जाएंगे शायद वे छोटी आंत में अवशोषित हो जाएंगे तो आइए हम pKa pKb पर नजर डालते हैं जो एक कमजोर अम्ल कमजोर छार के विघटन नियतांक के बारे में बात करता है आइए हम इसे देखें मान ले कि आपके पास HA है यह H और A के रूप में अलग हो जाता है इसलिए विघटन नियतांक H A HA जो इस pKa की तरह दिया गया है यह कुछ और नहीं लेकिन log है विघटन नियतांक pKa Ka का नेगेटिव लॉग्र्रिदम के रूप में दिया जाता है एक अम्ल के pH और pKa के बीच एक संबंध है इसलिए pH A HA कि लॉग्र्रिदम pKa के बराबर है जोकि अविभाजित रूप है इसलिए वास्तव में यहां पर एक संबंध है Ka dissociation constant H A HA pKa log pH pKa log A HA इसलिए यदि आप यह जानना चाहते हैं कि क्या उदाहरण के लिए Aspirin है यह एक अम्ल है pKa 35 है पेट में 2 का pH है रक्त में 74 का pH है तो A HA क्या है यह A HA pH 2 है इसलिए यह 10 की पावर 15 आता है इसका मतलब है कि HA A की तुलना में काफी बड़ा है इसका मतलब है अधिकांश दवा अविभाजित रूप में है इसलिए यह पेट में अवशोषित हो सकती है जबकि यदि आप रक्त को देखते हैं तो pH 74 A HA 39 हो जाएगा इसलिए HA वास्तव में काफी छोटा है इसलिए रक्त के अंदर इसे विघटित कर दिया जाता है जबकि पेट में यह अविभाजित रहता है वह आपके पास Aspirin का बहुत अधिक अविभाजित हिस्सा है इसलिए यह पेंट में एक उचित रूप से अवशोषित हो जाता है अब pKa pH इत्यादि और अम्ल और छार को जोड़ने के बीच सूत्र क्या है क्योंकि हमने यहां गणना करने के लिए उपयोग किया था तो pKa को अम्ल के लिए अनावेशितआवेशित के pH log द्वारा दिया जाता है यही कारण है कि pH pKa बिना बदले और अम्ल के लिए अनावेशितआवेशित का log pK pH का log जब आप किस तरफ जाएंगे तो आप इसे उल्टा रख सकते हैं तो pKa pH अम्ल के लिए अनावेशितआवेशित log है जबकि pKb pH छारो के लिए अनावेशितआवेशित का log है इसलिए हमने इस सूत्र का उपयोग यहां किया है इसलिए pH 2 हैं इसलिए हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं pKb pHlog chargeduncharged for bases pKa pHlog unchargedcharge for acids अब हम उदाहरण के लिए एक कमजोर छार को देखेंगे कमजोर छार के लिए BOH B और OH मैं विघटित होता है सही इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप इस मॉलिक्यूल को लेते हैं तो strychnine इस मॉलिक्यूल की संरचना है यह एक जहर है जब तक यह duodenum प्रवेश नहीं करता है अवशोषित नहीं होता है यह CNS के सभी भागों को उत्तेजित करता है CNS आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इसलिए यह एक जहर है तो pKb 57 है यह एक कमजोर छार है और इसका pKa 826 है क्योंकि इस व्यवस्था का pKapKb 14 है यदि आपको याद है तो pKb pH log अनावेशितआवेशित है छारो के लिए तो हम कुछ सूत्र का उपयोग करते हैं फिर पेट में pH 2 तो हम क्या करते हैं B BOH 103 यानी 10 की घात 37 लगभग 10000 हो सकता है तो B बहुत बड़ा है BOH की तुलना में जब B बड़ा है तो यह आवेशित मॉलिक्यूल है इसलिए यह lipid अवरोध को पार नहीं कर सकता है यदि आप आंत में जाते हैं pH 4 है इसलिए B BOH द्वारा 10 की घात 17 है इसलिए आपके पास पर्याप्त BOH है इसलिए यह आंत में अवशोषित हो जाता है तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि यदि आप aspirin लेते हैं जोकि कमजोर अम्ल है इसलिए pKa 35 है तो यह अवशोषित हो जाता है और फिर जबकि यह strychnine इसे 57 का pKb प्राप्त होता है यह अवशोषित होने के लिए आंत प्रणाली में नीचे चला जाता है जैसा कि हमने कहा है कि ज्यादातर अम्लीय दवाएं पेट में अवशोषित हो जाती हैं इसलिए ऐसा हो रहा है इसलिए aspirin अवशोषित हो जाती है जबकि जैसा कि मैंने कहा छारीय दवाओं को strychnine की तरह अवशोषित होने के लिए आंत में नीचे जाना पड़ता है इसलिए pKa pKb परिवर्तित करके तेजी से कार्य करने वाली दवाई धीमी गति से कार्य करने वाली दवाई को बनाने के लिए यह एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है और यह भी आपके समझने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको दवा के pharmacokinetics के बारे में भी बताएगा यदि यह पेट में अवशोषित होने जा रहा है तो आप देखेंगे कि सांद्रता बहुत तेजी से बढ़ रही है प्लाज्मा में दवा की सांद्रता बहुत तेजी से बढ़ जाएगी जबकि यदि यह duodenum और छोटी आंत में अवशोषित होने जा रहा है प्लाज्मा में उच्चतम सांद्रता की मात्रा बहुत अधिक समय लेगी हमने अवशोषण की अवधारणा को देखा है जो बहुत महत्वपूर्ण है वितरण वितरण पर नजर डालते हैं यह ऐसा है जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा बर्तन है यह केवल रक्त ही नहीं है यहां तक की ऊतक और अन्य अंग भी इस बड़े बर्तन का हिस्सा होंगे और दवा का अवशोषण आणविक भार lipophilicity इत्यादि पर निर्भर कर सकता है इसलिए विभिन्न कारकों के आधार पर बर्तन की यह सामग्री बदल सकती है इसलिए जब आप बर्तन के अंदर कुछ लवण डालते हैं तो यह पतला हो जाता है इसलिए यदि बर्तन के अंदर तरल की मात्रा बहुत अधिक है तो यह बहुत अधिक पतला हो जाएगा और सांद्रता बहुत कम हो जाएगी दो शरीर एक बर्तन है जिसमें एक दवा रक्त द्वारा वितरित की जाती है और यह सामान आकृति का नहीं है तो यह ना केवल रक्त है बल्कि कई कारक है 70 किलो के एक आदमी के लिए विशिष्ट तरल मात्रा जो कि शरीर के 5 प्रमुख घटकों blood plasma interstitial fluid fat tissue intracellular fluids transcellular fluids है कभी कभी दवा ऊतकों में भी अवशोषित हो जाती है क्योंकि यदि यह एक बहुत ही अधिक हाइड्रोफोबिक लिपोफिलिक है तो यह जा सकता है तो फिर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो यह देखो 42 लीटर में कुल पानी intracellular मात्रा 40 28 लीटर extracellular मात्रा 20 14 लीटर plasma मात्रा 4 रक्त की मात्रा 8 हो सकती है इसलिए इस बात पर निर्भर करता है कि दवा के अवशोषण में योगदान किस मात्रा में बदल सकता है तो दवा की प्रकृति के आधार पर मात्रा बदल सकती है रोगी के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है दौड़ पर निर्भर करता है लिंग इत्यादि पर निर्भर करता है Volume of distribution V DoseC0 तो वितरण की मात्रा हम C0 द्वारा विभाजित कितनी खुराक देते हैं C0 अधिकतम सांद्रता है जो दवा प्लाज्मा में पहुंचती है मैंने आपको दिखाया जब आप मौखिक दवा लेते हैं तो सांद्रता समय के साथ साथ बढ़ती रहती है और अधिकतम तक पहुंच जाती है और फिर निकाल दिए जाने इत्यादि के कारण नीचे आना प्रारंभ होती है इस अधिकतम सांद्रता को C0 कहा जाता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं यदि मात्रा बहुत बहुत ज्यादा है C0 बहुत छोटा हो जाएगा यदि मात्रा कम होगी C0 भी बढ़ जाएगा तो यह अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं प्लाज्मा जैसा मैंने कहा की 35 लीटर extracellular तरल पदार्थ 14 लीटर intracellular तरल पदार्थ 50 लीटर यहां तक कि भ्रूण मस्तिष्क भी है इसलिए यह सभी विशेष क्षेत्र है जहां दवा वितरित की जा सकती है तो दवा जा सकती है और प्लाजमा प्रोटीन से बंध सकती है यह जा सकती है और ऊतकों से बंध सकती है इसे ऊतकों का अनुक्रम कहा जाता है और फिर दवा शुरू होती है यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब दवा को लक्ष्य तक पहुंचना होता है यह एक छोटी कार की तरह नहीं है जो सीधे निशाने पर जाएगी लेकिन दवा वितरित हो जाती है पतली हो जाती है और फिर यह लक्ष्य तक पहुंच जाती है इसलिए वितरण क्रिया के स्थल पर सांद्रता को प्रभावित करता है जैसे मैंने कहा की अधिक मात्रा बहुत बड़ी है तो सांद्रता बहुत कम हो सकती है तो यह कार्य करने के लिए प्रभावी नहीं हो सकता है एक जीवाणुरोधी दवा में प्रभावी सांद्रता होनी चाहिए ताकि यह न्यूनतम प्रतिरक्षा सांद्रता से अधिक हो यदि आप कुछ कैंसर की कोशिकाओं को मार रहे हैं तो वास्तव में सांद्रता इत्यादि कोशिकाओं के cytotoxicity सीमा से अधिक होनी चाहिए इसलिए उदाहरण के लिए warfarin वितरण की मात्रा 8 लीटर है इसका मतलब है कि केवल प्लाजमा प्रोटीन बाइंडिंग शामिल है यदि आप ethanol लेते हैं ethanol एक बहुत छोटा मॉलिक्यूल है यह हर जगह जाता है Theophylline 30 लीटर जिसका मतलब है कि यह शरीर के पानी में ना केवल प्लाज्मा बल्कि शरीर के पानी में वितरण का प्रतिनिधित्व करता है Chloroquine यह एक मलेरिया की दवा है इस विशाल को देखें क्योंकि यह अत्यधिक लिपोफिलिक है इसलिए यह जाता है और शरीर की बसा में जाता है और हर जगह जाता है यही कारण है कि वॉल्यूम यही कारण है कि प्रभावी खुराक C0 बहुत बहुत कम मिलेगा इसलिए आपको काफी बड़े C0 को प्राप्त करने के लिए अधिक chloroquine दिए जाने की आवश्यकता है यह दवा acute ischemic stroke के लिए है 8 लीटर क्योंकि यह अत्यधिक आवेशित है इसका मतलब है कि हाइड्रोफिलिक इसलिए यह बसा में फिर लिपिड इत्यादि में नहीं जाएगा तो लगभग मानव में रक्त की मात्रा 008 लीटर किग्रा है तो अगर किसी के पास लगभग 60 किलो का व्यक्ति है और उसके पास लगभग 5 लीटर होगा यदि दवा शरीर में वसा में फैलती है तो वितरण की मात्रा लगभग 250 से 300 लीटर किग्रा हो जाती है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि एक बहुत छोटा मॉलिक्यूल बसा इत्यादि में फैल सकता है तो मात्रा नाटकीय रूप से बढ़ जाती है और मात्रा नाटकीय रूप से बढ़ जाती है C0 भी नाटकीय रूप से घट जाता है तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं लगभग 3000 गुना जैसा है यह इस विशेष संदर्भ से लिया गया है तो यह एक बहुत ही दिलचस्प ग्राफ है क्योंकि यह आपको प्रति लीटर 70 किग्रा या लीटर किग्रा विभिन्न दवाओं के लिए मात्रा बताता है तो warfarin जैसे मैंने कहा सब ठीक है इसलिए आप छोटी खुराक भी दे सकते हैं और C0 काफी अधिक होगा क्योंकि मात्रा कम है Salicylic acid क्योंकि मैं हाइड्रोफिलिक theophylline digitoxin phenobarbital को देखता हूं जैसे यह जाता है Chloroquine यह आपकी मलेरिया रोधी अत्यधिक हाइड्रोफोबिक लिपोफिलिक है इसलिए इसकी मात्रा 20000 या 200 लीटर प्रति किलोग्राम बढ़ जाती है तो अत्यधिक हाइड्रोलिक ध्रुवीय समूहों की मात्रा कम होगी लिपोफिलिक मात्रा बहुत बड़ी होगी तो दवा पतली हो जाती है इस चित्र को इस विशेष संदर्भ से लिया गया है तो यह एक विशिष्ट वक्र है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूं तो यदि कोई व्यक्ति मौखिक रूप से दवा लेता है तो यह सांद्रता है यह समय है तो प्लाज्मा में सांद्रता बढ़ जाती है पहुंचती है और फिर यह बाहर निकलने के कारण नीचे आना प्रारंभ कर देती है और आमतौर पर हम इस समीकरण को समय में प्रतिपादक K उन्मूलन Ct C0 कहते हैं इसलिए जब हम आधार 10 का लॉग्र्रिदम लेते हैं अब यह CT का लॉग्र्रिदम C0 K उन्मूलन t2303 का लॉग्र्रिदम बन जाता है logCt logCo Kel t 2303 तो इस लाइन का slope इसी के द्वारा दिया गया है K उन्मूलन यह एक नकारात्मक slope है क्योंकि यह नीचे गिर रहा है तो यहां पर अक्ष लॉग्र्रिदम है इसलिए जब आप इसे लेते हैं और एक विरोधी लॉग्र्रिदम बनाते हैं तो आपको C0 मिलता है तो वितरण एक बड़ा बर्तन है जहां दवा जाती है और यह पतला हो जाता है इसलिए C0 नीचे चला जाता है और वितरण की मात्रा शरीर के वजन पर निर्भर करती है वितरण की मात्रा मुख्य रूप से ध्रुवीयता पर निर्भर करती है कि क्या मॉलिक्यूल आवेशित है छोटा मॉलिक्यूल तो यह 1000 के एक कारक से भी बदल सकता है इसका मतलब है कि C0 1000 के कारक से भी नीचे आ सकता है तो यह दवा के प्रकार पर निर्भर करता है इसलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आमतौर पर यह बताना बहुत मुश्किल है की मात्रा क्या है लेकिन मानक दवाओं के लिए डाटा उपलब्ध है तो आप कुछ डेटाबेस में जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वितरण की मात्रा क्या है जैसे वितरण के लिए एंटीबायोटिक दवाओं की मात्रा और मैंने आपको कुछ दवाओं के डेटाबेस drug DB इत्यादि को दिखाया है अच्छी तरह से पर लिखित दवाओं की मात्रा स्पष्ट रूप से संग्रहित की जाती है ताकि हम उन आंखों को बहुत आसानी से प्राप्त करा सकें फिर उपापचय आता है तो अब दवा वितरित हो जाती है वहां लीवर है वहां शरीर में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जैसे oxidoreductases lipases estarase hydrolase amidace इसलिए वे आपके मॉलिक्यूल को विघटित करना शुरू कर देते हैं इसलिए मॉलिक्यूल पूरी तरह से निष्क्रिय हो सकता है या आप नए साइड उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं जो कि विषाक्त भी हो सकते हैं इसलिए उपापचय बहुत महत्वपूर्ण है और फिर से उपापचय दौड़ पर निर्भर करता है उम्र पर निर्भर करता है रोगी के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है इस पर निर्भर करता है कि रोगी अन्य दवाई ले रहा है या नहीं तो बहुत से कारक उपापचय को प्रभावित करते हैं तो Caucasian के लिए उपापचय एक एशियाई के खिलाफ एक अफ्रीकी के खिलाफ बहुत अलग हो सकता है इसलिए उपापचय नाटकीय रूप से अलग हो सकता है दवा के मॉलिक्यूल द्वारा बदल दिए जाते हैं क्योंकि शरीर में बहुत सारे एंजाइम होते हैं और उनमें प्राथमिक उपापचय माध्यमिक उपापचय होता है इसलिए शरीर में विषाक्त रसायनों को हटाने के लिए उपापचय एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है लेकिन दुर्भाग्य से दवाएं भी इस प्रक्रिया के दौरान विघटित हो जाती हैं इसलिए दवा की कार्यशीलता बढ़ या घट सकती है क्योंकि आप कुछ उत्पाद बना सकते हैं जो पूरी तरह से निष्क्रिय हैं तो यहां पर आनुवांशिक भिन्नता है बहुत सारे आनुवांशिक भिन्नता देखी गई है उन्होंने कहा है कि उपापचय के लिए बहुत से मार्ग हैं लेकिन लीवर प्राथमिक साइट है यह रक्त प्रभाव में कहीं भी हो सकता है जो बहुत महत्वपूर्ण है यह स्थिर नहीं है दवाओं के बीच में परस्पर क्रियाएं दवाओं और हर्ब के बीच में परस्पर क्रियाएं दवाओं और भोजन के बीच में परस्पर क्रियाएं हो सकती हैं हम इतना भोजन लेते हैं और दिलचस्प रूप से दवा और भोजन एक ही रास्ते पर चलते हैं वे पेट में जाते हैं और उनके पास एक निष्क्रिय प्रसार होता है जो रक्त प्रभाव में जाता है वे उपापचय करते हैं इसीलिए वे उसी मार्ग का पालन करते हैं इसलिए दवा और भोजन के बीच बहुत सारी परस्पर क्रियाएं हो सकती हैं और प्राकृतिक विषाक्त पदार्थों के विष कम करने की अनुमति देने वाले mutations लाभप्रद हैं क्योंकि शरीर यह शरीर में रक्षा तंत्र का एक हिस्सा है जैसे ही वहां पर विषाक्त पदार्थ होते हैं शायद एक कीटनाशक herbicide या कोई भी रसायन हो सकता है जिससे शरीर अपने आप ही छोटे मॉलिक्यूल में बदलकर फेंकने की कोशिश करता है तो यह अच्छा है लेकिन दुर्भाग्य से दवाओं को भी पकड़ लिया जाता है इसलिए दवाओं को कम विषाक्त प्रभावी सामग्री अधिक विषाक्त प्रभावी सामग्री विभिन्न प्रकार के प्रभाव या विषाक्तता वाली सामग्री में परिवर्तित किया जा सकता है तो उदाहरण के लिए कुछ दवाएं जैव रूपांतरित हो सकती हैं और उनमें कुछ hepatotoxicity हो सकती हैं इसलिए जैव रूपांतरण बहुत महत्वपूर्ण है जिसे देखने की जरूरत है जैव रूपांतरण के 2 चरण होते हैं चरण1 चरण 2 इसलिए दवाई बदलती हैं और चरण 2 के लिए साइट बनाती हैं इसलिए चरण 1 बहुत ही सरल उपापचय है आप oxidation करते हैं इसका मतलब है कि आप p450 प्रकार के एंजाइम का उपयोग करके ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं आप reduction करते हैं इसका मतलब है कि एक हाइड्रोजन H जोड़ा गया है और O हटा दिया गया है हाइड्रोलाइसिस इसका अर्थ है कि OH को esterases द्वारा जोड़ा जाता है चरण 2 में समूहों को जोड़ा जाता है जुड़े हुए समूह पहले से मौजूद या चरण 1 में conjugation site का गठन करते हैं तो glucuronide glucuronic acid के साथ अन्य एक sulfate तो चरण 1 इस हाइड्रोलाइसिस के कारण esterases का उपयोग करते हुए आप एक OH जोड़ सकते हैं फिर चरण 2 में आप एक SO3 समूह जोड़ रहे हैं और यह मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकलना बहुत आसान हो सकता है चरण 1 सरल प्रक्रिया oxidation reduction hydrolysis है चरण 2 glucuronic acid sulfate और अन्य चीजों के साथ संकलित मौजूदा समूह के लिए है यह क्या करता है cytochrome p450 महत्वपूर्ण चीजों में से एक है इसमें 4 families 1 से 4 6 sub families A से F लगभग 20 isoenzymes 1 से 20 तक हैं इसलिए विभिन्न cytochrome P3A4 P2D6 इत्यादि हैं उदाहरण के लिए यदि आप इस cytochrome CYP2D6 17 को देखें Caucasian के पास 0 Asian के पास 51 Africans के पास 6 होंगे तो Substrate के लिए कम आत्मीयता हो सकती है तो यह एक समस्या है आपके पास इनमें से कुछ cytochromes की अलग अलग मात्राएं हैं तो आप Caucasians और asians के बीच अलग अलग जैव रूपांतरण देख सकते हैं आप बहुत नाटकीय अंतर देख सकते हैं तो चरण 1 की प्रतिक्रिया क्या होती है Hydroxlation इसलिए आप एक OH समूह यहां डाल रहे हैं CH2CH3 ताकि आप OH लगा रहे हैं Oxidation इसलिए हम COH बनाते हैं या हम यहां H हटाते हैं इसलिए CHO होता है भले ही आप H हटा दें इसे oxidation कहा जाता है और हम एक O de alkylation N de alkylation जोड़ सकते हैं इसका मतलब है कि आपके पास नाइट्रोजन पर एक CH3 है जो निकल जाता है नाइट्रोजन में से 1 CH3 निकाल दिया जाता है Oxidative deamination इसलिए आप aminated हैं इसका मतलब है कि आप यहां से एक NH2 समूह को अमोनिया से हटा रहे हैं इसके साथ साथ आप एक O लगा रहे हैं इसलिए इसे oxidative deamination कहा जाता है इसलिए hydroxylation हम OH या oxidation लगा रहे हैं इसका मतलब है कि आप ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं और हाइड्रोजन को हटा सकते हैं नाइट्रोजन से CH3 पर de alkylation कर दिया जाता है या oxidative deamination का मतलब है कि आप यहां NH2 को हटा रहे हैं और आप यहां O डाल सकते हैं चरण 2 में तो आप इसे संयुग्मित कर रहे हैं glucuronide sulfate यह सभी समूह संयुग्मित हो जाते हैं तो यह गतिविधि को बदल देता है यह अधिक हाइड्रोफिलिक कम lipid घुलनशील हो जाता है इसलिए यह उत्सर्जित हो जाता है क्योंकि आप sulfate और glucuronide जोड़ रहे हैं और इसलिए यह अधिक हाइड्रोफिलिक बन जाता है तो यह कम lipid घुलनशील हो जाता है इसलिए वे उत्सर्जित हो जाते हैं यह चरण 2 है यह 2 चरण हैं जिनके द्वारा शरीर के अंदर जैव रूपांतरण होता है यहां पर दूसरी non microsomal प्रतिक्रियाएं हैं esterases द्वारा प्लाज्मा में hydrolysis जैसा कि आप जानते हैं कि esterases का मतलब esterification है जैसे कि cholinesterases जो प्लाज्मा में होता है लीवर में नहीं लीवर में हमारे पास मुख्य रूप से P450 प्रकार के एंजाइम होते हैं लीवर के cytosolic fraction मैं alcohol और aledhyde dehydrogenases होते हैं यदि आपके पास ethanol है तो यह dehydrogenases enzyme के द्वारा dehydrogenated हो जाता है विशेष रुप से Mitochondria मैं monoamine oxidase dopamine amines इत्यादि होते हैं Xanthene oxidase इसलिए ये इनमें से कुछ एंजाइम जो जैव परिवर्तन करते हैं फिर वहां विशेष रूप से दवा tyrosine hydro xylase dopa decarboxylase और इत्यादि के लिए एंजाइम होते हैं वे विभिन्न प्रकार की दवाओं के लिए विशिष्ट हैं इसलिए लीवर में हो रहे बदलावों के अलावा विभिन्न भागों जैसे esterases dehydrogenases monoamine oxidase xanthene oxidase और इत्यादि tyrosine hydroxylase dopa decarboxylase में भी बदलाव कर सकते हैं इसलिए यह सभी आप की दवा भी काम कर सकते हैं इसकी संरचना को संशोधित करें उदाहरण के लिए आइए हम इस उदाहरण को देखें imipramine Tofranil और जिसे melipramine के रूप में भी जाना जाता है यह dibenzazepine समूह का एक त्रि चक्रीय अवसाद रोधी है यह एक त्रि चक्रीय है इसका प्रयोग अधिक depression और enuresis के उपचार के लिए किया जाता है यह अनैच्छिक पेशाब है तो सभी चीजें क्या हो सकती हैं आप विभिन्न स्थानों पर जैव रूपांतरण कर सकते हैं यह नाइट्रोजन यह नाइट्रोजन यहां यहां यहां यहां यहां यहां है इसलिए जब आप ऐसा करते हैं उदाहरण के लिए आप एक OH लगाते हैं तो यह 4 hydroxy imipramine बन जाता है यह एक cardiotoxin है जबकि यदि आप एक CH3 को यहां निकालते हैं और एक H डालते हैं तो desmethyl imipramine यह अवसाद पैदा करता है इसलिए biotransform के प्रकार के आधार पर उत्पाद को समाप्त करते हैं जिसका पूरी तरह से अलग प्रभाव हो सकता हैऔर इस पर गौर करें कि जैव रूपांतरण के लिए कई साइटें हैं तो आप यहां OH जैसे समूह रख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया है या यह नाइट्रोजन समूह छोड़ सकते हैं या यहां methyl समूह छोड़ सकते हैं इसलिए उत्पाद पूरी तरह से अलग हो सकता है और यह पूरी तरह से अलग गतिविधि दे सकता है तो वह कौन से कारक हैं जो जैव रूपांतरण को प्रभावित करते हैं CYP के कारण दौड़ यह cytochrome P2C9 है जो दौड़ पर निर्भर करता है warfarin का उपयोग bleedin के लिए किया जाता है CYP2C9 कि प्रकार वाले यूरोपीय अमेरिकियों को दवा की कम आवश्यकता होती है जबकि अफ्रीकी अमेरिकियों के पास ऐसा नहीं है इसलिए उन्हें सामान्य मात्रा में दवा की आवश्यकता होती है यह एक उदाहरण है isoniazid isoniazid उपयोग tuberculosis के लिए किया जाता है जो मुख्य रूप से लीवर के N acetyltransferase के acetylation के द्वारा उपापचयत किया जाता है Acetylation की मात्रा अनुवांशिक रूप से निर्धारित होती है 50 अफ्रीकी अमेरिकियों और Caucasians का acetylation धीमी गति से होता है इसका मतलब है कि उनके पास यह दवा लंबे समय तक शरीर में मौजूद रहती है बाकी मैं acetylation तेजी से होता है अधिकतर Eskimos और Asians तेजी से acetylation करते हैं जिसका अर्थ है कि मुझे दवा बार बार देने की आवश्यकता है क्योंकि दवा का half life बहुत छोटा है जबकि अफ्रीकी अमेरिकियों या Caucasians मैं मुझे दवा को बार बार नहीं देना पड़ता है तब आपके पास बहुत तेजी से 95 inuit है वे कनाडा के आर्कटिक क्षेत्र में रहने वाले सांस्कृतिक रूप से सामान स्वदेशी लोगों के समूह है इसलिए आपके पास इसके लिए अलग अलग नंबर हैं तो इस विशेष दवा का acetylation race के आधार पर भिन्न हो सकता है तो ऐसा क्यों होता है संश्लेषित करने वाले एंजाइम की मात्रा बहुत कम होती है इसलिए इसका बहुत तेजी से acetylation नहीं होता है इसलिए यह वास्तव में बड़ी समस्या है धीमी acetylation से दवा का उच्च स्तर हो सकता है इसलिए विषाक्त प्रतिक्रियाओं को बढ़ाइए दवाई Asians मैं विषाक्त नहीं होगी जो तेजी से कार्य कर रहा है लेकिन अफ्रीकी अमेरिकियों और Caucasians मैं यह विषाक्त है इसलिए एक ही दवा की दौड़ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आयु वृद्ध रोगियों और बच्चों में कम होता है इसलिए मरीजों और बच्चों में जैव रूपांतरण बहुत कम है तो विषाक्तता अधिक हो सकती है तीसरा लिंग है महिलाएं धीमी ethanol metabolizer हैं यही कारण है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ethanol की रक्त सांद्रता पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक समय तक बनी रहती है पुरुष की तुलना में Losartan का प्लाज्मा सांद्रता महिला hypertensive में दोगुनी होती है यह उच्च रक्तचाप के लिए दी जाने वाली दवा है तो प्रजातियां phenylbutazone 3 घंटे खरगोश 6 घंटे घोड़ा 8 घंटे बंदर 18 घंटे चूहा 36 घंटे आदमी में से बाहर हो जाती है क्योंकि जैव रूपांतरण मार्ग बदल सकता है क्लीनिकल या शारीरिक स्थिति जिसका अर्थ है रोगी का स्वास्थ यदि रोगी बीमार है या बहुत स्वस्थ है रोगी को कुछ ऑपरेशन से गुजरना पड़ा है फिर अन्य दवा देने के तरीके यह है कि क्या कुछ अन्य दवा कुछ एंजाइम को प्रेरित या बाधित कर रही है Charcoal grill जैसे भोजन प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत अधिक amine पैदा करता है अंगूर का रस यह कुछ अच्छी दवाओं को अवशोषित कर सकता है और इसे बदलना शुरू कर सकता है First pass इसलिए शुरू में जब दवा लीवर की सांद्रता के माध्यम से बहती है तो अधिकतम जैव रूपांतरण तब होता है जब यह फिर से वापस आता है जैव रूपांतरण का स्तर बहुत कम होता है इसलिए हमें जैव रूपांतरण को प्रभावित करने वाले कई कारण मिलते हैं और एक दवा विषाक्त हो सकती है क्योंकि संरचनात्मक सुधार में परिवर्तन और एक दवा विषाक्त हो सकती है यदि कुछ जैव एंजाइम जो जैव रूपांतरित नहीं होते हैं जबकि यह आबादी के किसी अन्य समूह में मौजूद हो सकता है तो एक ही दवा या कुछ आबादी में विषाक्त हो सकती है जबकि कुछ अन्य आबादी में विषाक्त नहीं हो सकती है दवा का half life कुछ आबादी में बदल सकता है कि यह कुछ अन्य जनसंख्या में भिन्न हो सकता है इसलिए हम अगली कक्षा में भी इस ADME पर अधिक जारी रखेंगे आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद